असाइनमेंट 3 समस्या संख्या 1 5 इसमें और अगले शिक्षण में हम असाइनमेंट 3 को हल करने जा रहे हैं असाइनमेंट की पहली समस्या प्रतिबिंब आवेश पर है और यह कहती है कि यदि हमारे पास xz और yz तल है जो भू संपर्कित है अर्थात विभव 0 पर है और हम एक आवेश q स्थिति x0y0पर लेते हैं इस समस्या के लिए प्रतिबिंब आवेश क्या होना चाहिए यदि मैं xy इस क्षेत्र में जो लाल द्वारा बताया गया है उसमें विभव निकालना चाहता हूं तो हम प्रतिबिंब आवेश इस तरह से लेते हैं कि परिसीमा प्रतिबंध संतुष्ट हो जाए यदि हम विभव को 0 बनाना चाहते हैं हम xz तल पर विभव को 0 करना चाहते हैं आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि यह z कहां से आ रहा है यहां z है यह इस पृष्ठ से आ रहा है इसलिए यदि मैं इस xz तल पर विभव को 0 करना चाहता हूं तब मुझे एक q आवेश रखना होगा चलिए इसे थोड़े अलग रंग से बनाते हैं इसलिए यहां स्थिति x0 y0 पर थोड़ा गहरा q आवेश है यह इस पूरे तल पर विभव को 0 करता है इसी तल पर हालांकि यह इसे yz तल पर जीरो नहीं करता है यह तल है उस तल पर 0 करने के लिए मैं एक आवेश q को x0y0पर रखता हूं यह विभव को इस पूरे के ऊपर जीरो कर देगा परंतु यह तब पुनः xz तल पर विभव बना देगा और मुझे इसे निप्रभावित करना होगा इसे प्रभावित करने के लिए मैं एक तीसरा प्रतिबिंब लेता हूं जिसे मैं इस बिंदु x0y0पर रखता हूं जो q है अब आप ध्यान देंगे कि गुलाबी रंग और हरे रंग वाले आवेश yz तल में विभव को जीरो बनाते हैं वास्तविक आवेश जो लाल और हरे में हैं xz तल में विभव को 0 करते हैं और पर्पल और गुलाबी में पुनः q आवेश इसे xz तल में इसे जीरो बनाते हैं q और लाल q वास्तविक आवेश हैं yz तल में जीरो बनाते हैं तो इन सभी आवेशों के समूह अभीष्ट सीमा पर विभव को जीरो करते हैं इसलिए प्रतिबिंब आवेश हैं q x0y0 पर और मेरे पास है माफ कीजिएगा यह q x0 y0 है q है x0 y0और मेरे पास है q x0y0 पर समस्या संख्या दो एक बिंदु आवेश 5 सेंटीमीटर के भू संपर्कित गोले के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है इसलिए मेरे पास एक भू संपर्कित चालक गोला है अर्थात इस पर विभव 0 है और मेरे पास एक बिंदु आवेश q है जो केंद्र से एक दूरी पर स्थित है जो केंद्र से ज्यादा है इस गोले की त्रिज्या से ज्यादा है चलिए यह त्रिज्या R लेते हैं और केंद्र से यह दूरी शुरुआती दूरी r0लेते हैं तो मैं इसे सबसे ऊपर दिखाता हूं केंद्र से यह दूरी r0 है तब हम इस बिंदु पर इस आवेश के विभव की गणना करना चाहते हैं यहां विभव क्यों है यहां विभव इसलिए है क्योंकि यह आवेश यहां एक ऋण आत्मक प्रतिबिंब आवेश q प्राइमq देता है इसे आकर्षित करता है अब हम विभव की गणना करने के लिए क्या करेंगे आवेश को r0 से जाने में किए गए कार्य की गणना करें और वह किया गया कार्य विभव ऊर्जा अनंत पर विभव ऊर्जा r0 के बराबर होगा मैं किए गए कार्य की गणना कैसे करूंगा मैं इस आवेश पर बल की गणना करके इसकी गणना करूंगा आवेश पर बल प्रतिबिंब आवेश q प्राइम के कारण आता है जो qRr होता है यदि इसकी दूरी r है तो ध्यान दें मैं दूरी को r ले रहा हूं क्योंकि मैं प्रतिबिंब आवेश को r0से ले जा रहा हूं और q प्राइम जिस दूरी पर होगा वह बराबर है q प्राइम एक दूरी d पर है जो R2rके बराबर है इसलिए q और q प्राइम के बीच की दूरी r R2rके बराबर है जो है r2 R2r और इसलिए आवेश और प्रतिबिंब आवेश के बीच आकर्षण बल आकर्षण बल F होगा 140गुणा q प्राइम जो है qRrगुणा q दूरी जो है यह r2ऊपर जाएगा तो यह बल होगा 140q2Rrr2 R22 तो किया गया कार्य यह है या आकर्षण बल मैं एक विपरीत दिशा में बल लगाऊंगा तो मेरे द्वारा इस आवेश को r0से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य q2R40r0 rdrr2 R22यह R बाहर आ जाएगा यहांr2 R2z2लेते हैं इसलिए rdrzdz और मेरे पास किया गया कार्य q2R40समाकलन के लिए r0 होगा z होगा r02 R2 से मेरे पासzdzz4है जो मुझे z3 देगा इसलिए किया गया कार्य 140q2R r02 R2 dzz3 जो मुझे समाकलन के बाद q2R40121r02 R2देता है अब हमें दिया गया है कि q 8µC r5 सेंटीमीटर जो कि और कुछ नहीं बल्कि 5×10 2मीटरहै r07 मीटर जो 7×10 2मीटरइसलिए मुझे उत्तर मिलता है किया गया कार्य बराबर होगा q2 जो 64×10 12 गु णा r2 जो 5×10 2140जो होगा 9×10 912r02 R2यह होगा 12×10 4तो अब यह आता है 64×5×92×2410 1चलिए देखते हैं यह 10 410210 1110 1 आता है इसलिए 3 8 3 जो 6 जूल्स आता है तो हमने क्या दिखाया है कि यदि मेरे पास यह धात्विक गोला है जो भू संपर्कित है और यदि मैं इस 8 माइक्रो कूलाम आवेश को 7 सेंटीमीटर से अनंत तक ले जाता हूं तो किया गया कार्य V मतलब अनंत पर स्थितिज ऊर्जा r0बिंदु पर V बराबर 6 जूल्स होगी V कोV0 लेने पर मुझे V 6 जूल्स उत्तर मिलता है और यही हल है अगला प्रश्न है यदि हम R त्रिज्या का एक धात्विक गोला लेते हैं और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर कर इसे आवेशित कर लेते हैं इस तरह का एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इस गोले के ऊपर है और हम यह लेकर चलते हैं कि यह आवेश पूरी त्रिज्या R पर फैला हुआ है तो यदि मेरे पास n इलेक्ट्रॉन है छोटे n इलेक्ट्रॉन तो जिस विभव को बढ़ाते हैं वह धात्विक गोले के लिए 140neR होगी अब यदि मैं एक और इलेक्ट्रॉन लाता हूं तो इस एक और इलेक्ट्रॉन के कारण किया गया कार्य होगा Ve140ne2R यह होगा nn इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 तो वास्तव में किया गया कार्य कुल कार्य जब हम n को 0 से N तक बढ़ाते हैं इन सभी अलग अलग कार्यों के योग के बराबर होगा 140ne2Rn0 से N 1 जो मुझे देता है 140N2R और यही उत्तर है यह इसका एक अच्छा स्पष्टीकरण है आप देखते हैं कि जब मैं एक गोले को आवेश q से आवेशित करता हूं हम क्या करते हैं कि हम Vdq करते हैं जो कि कुछ नहीं पर 1400Q qRdq q 0 से Q की तरफ जाता है और हमें यह उत्तर मिलता है 140Q22R तो यदि मैं सीमित आवेश के इलेक्ट्रॉन को लेकर आता हूं इसका मतलब यह नहीं कि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन किंतु इलेक्ट्रॉन को सीमित आवेश में विभाजित कर देता हूं तब कुल किया गया कार्य होगा 140N2e22R हालांकि हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं रहे हैं हम एक बार में एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं इसलिए मैं इसमें ज्यादा गिन रहा हूं उस उर्जा को जो हर एक इलेक्ट्रॉन को n बार में जोड़ने में लग जाती है हर इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में140e22R कार्य करना होता है यदि मुझे हर इलेक्ट्रॉन भाग को लाकर एक सीमित आवेश में जोड़ना है तो n इलेक्ट्रॉन के लिए इतना कार्य करना होगा Ne22R140यह वह मात्रा है जो मैं ऊर्जा की गणना में ज्यादा ले रहा हूं इसे मैं बाई तरफ दिखा रहा हूं यदि मैं इसे हटा दूं तो मुझे सही उत्तर मिल सकता है और यह मेरा उत्तर है यह मेरे उत्तर का स्पष्टीकरण है अगली प्रश्न संख्या 4 में हम पूछ रहे हैं कि यदि एक गोला जिसकी त्रिज्या बड़ा R है आवेश घनत्व जो कि केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है और 0rके बराबर है तब इस आवेश वितरण की ऊर्जा क्या होगी इसलिए मैं इस आवेश को इस तरह से जोड़ता हूं कि यदि मेरे पास त्रिज्या r का एक गोला है और इसके ऊपर मैं एक dr मोटाई का का शैल लाता हूं तो इसमें किए गए कार्य की गणना करें और मान लीजिए r मतलब छोटा r 0 से R तक बदलता है तो इस तरह से हम इस आवेश वितरण की गणना करेंगे तो यदि मैं त्रिज्या r के गोले के लिए आवेश की गणना करता हूं यह q होगा चलिए इसे qकहते हैं जो इस समाकलन के बराबर होगा क्योंकि गोलीय रूप में समानता है मैं आयतन तत्व को 4r2 dr0rलिख सकता हूं यहां 0r आवेश घनत्व है अब यह 400r r3 drआता है यह होगा πρ0R4यह इस r त्रिज्याके गोले में आवेश है इसलिए इस बड़े गोले में कुल आवेश πρ0R4होगा अब इस छोटी त्रिज्या r के इस छोटे गोले के कारण आवेश है R40 इसलिए सतह पर विभव 140R40rजो कुछ नहीं बल्कि 040r3 अब यदि मोटाई dr का शेल लाते हैं किया गया कार्य चलिए इसे dw कहते हैं यह होता है V गुणा 4r2drजो आयतन है गुणा 0rजो घनत्व है और यदि मैं इसका o से R के लिए समाकलन करूं तो मुझे कुल किया हुआ कार्य मिलेगा तो यह आता है 4 बाहर आ जाता है V होता है 040समाकलन r3r2rdrएक 0 ज्यादा आ रहा है इसलिए यह हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा मुझे मिलता है 020r77जो 02r770कुल किया गया कार्य है चलिए इस पद को कुल आवेश के रूप में लिखते हैं तो कुल किया गया कार्य 02r770है जो Q22R8R770 के बराबर है तो यह उत्तर आता है यह कुछ नहीं है बल्कि Q2720R है और यह उत्तर है सिर्फ एक सुधार है मैं यहां इस 2 के पद को ले रहा हूं मैं यह चेक करता हूं कि यह मुझे कहां से मिला यह यहां से आता है यह मैं लेना भूल गया इसलिए वहां एक होगा यहां भी एक होगा यहां एक होगा यहां एक होगा और इसलिए यहां एक होगा यहां एक होगा तो अंतिम उत्तर है Q27 0R यह सही उत्तर है आगे हम आवेश वितरण की ऊर्जा की गणना करना चाहते हैं जो 0e αrबराबर है तो यह आवेश घनत्व इस तरह से दिखता है यह r0 पर 0 है और फिर चरघातांक रूप से नीचे जाता है जो 0e αrहै हम पिछली समस्या वाली ही युक्ति का उपयोग करेंगे कि हम r पर v की गणना करेंगे और इसे 4r2rdrसे गुणा कर देंगे और 0 से तक इसका समाकलन करते हैं

और इसलिए विभव v 40401r23 2r2e αr r2e αr 23e αrहोगा और यह बराबर होगा मैं इस 40401r को रद्द करता हूं अंदर मेरे पास 23 2r2e αr r2e αr 23e αr यह बचेगा इसलिए कार्य होगा 00 4r2dr0e αr1r 23 यह पूरा चलिए कुछ पदों को रद्द करते हैं यह r यहां रद्द हो जाता है मुझे केवल r अकेला मिलता है इसलिए मुझे मिलता है 40200 मैं इस r को अंदर ले लेता हूं और मुझे मिलता है0 23re αr 2r22e 2αr r3e 2αr 2r3e 2αrdr अब हम परिणाम का उपयोग करने जा रहे हैं जहां0 rne αrdrn n1 और जब इसे लागू किया जाता है मुझे इसे पदों में लिखने दीजिए किया गया कार्य 4020के बराबर है पहला पद मुझे 23x यह re αr है और मुझे देगा 12 22x r2e 2αrजो मुझे देगा23 तीसरा पद है r3 इसलिए यह होगा 1 64 अंतिम पद है 2322और यह मेरा उत्तर होगा जो है 402025 125 3815 15 यहां एक गलती हुई है मेरे पास यहां यह 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि यह r का समाकलन है इसलिए यह 1 होना चाहिए इसलिए यह केवल 1 होगा और इसलिए यहां 2 होगा तो अब यह पद और यह पद मुझे 15देगा तो यह बन जाएगा 402015 3815 जो मुझे 4020x 5815और यह मेरा उत्तर है कुल आवेश के रूप में 0 का क्या अब कुल आवेश Q0 0e αr4r2drके बराबर है यह 400 r2e αrdr होगा जो 4023है तो इसलिए यह 803 कुल आवेश है इसलिए हम 03Q8 रख सकते हैं और हमें ऊर्जा वितरण W02मिलेगा जो होगा 6 Q26425तो यह मुझे उत्तर देगा 5Q21280 चलिए देखते हैं 4 यह 16 रद्द हो जाता है इसलिए यह उत्तर है यह इस आवेश वितरण की उर्जा है